आपका स्वागत है तो यह एक लेक्चर नंबर 51 है और हम अब डिफरेंशियल इक्वैशन पर एक नए टॉपिक के साथ जारी रखेंगे इसलिए आज के लेक्चर मे इन्ट्रोडक्शन और डिफरेंशियल इक्वैशन की जानकारी दी जाएगी तो डिफरेंशियल इक्वैशन क्या है तो एक इक्वैशन जिसमें एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के संबंध में डेरिवेटिव्स या डेरिवेतस इनवॉल्व होते हे उसको डिफरेंशियल इक्वैशन differential equations कहा जाता है तो यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वैशन के उदाहरण हैं इसलिए हमारे पास इन इक्वैशन में डेरिवेटिव टर्म इनवॉल्व हैं और इसलिए हम इस इक्वैशन को डिफरेंशियल इक्वैशन कहते हैं और यह ऑर्डनेरी डिफरेंशियल इक्वैशन है क्योंकि यह डेरिवेटिव ऑर्डनेरी अर्थ है कि हमारे पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जैसा कि इस मामले में x है y x पर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमारे पास ऑर्डनेरी डेरिवेटिव है यहां सेकंड इक्वैशन यह ऑर्डनेरी डिफरेंशियल इक्वैशन भी है इसलिए हमारे पास ये डिफरेंशियल टर्म यहां dx dy हैं और यह भी केवल इन ऑर्डनेरी डेरिवेटिव हैं तो केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो x है इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास x और t दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और यह यहाँ दो वेरिएबल x और t पर डिपेंडेंट करता है तो यहाँ हम इकवेशन में पार्शियल डेरिवेटस का नोशन है और इसलिए इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वैशन या पीडीई कहा जाता है क्योंकि यहां हम पार्शियल डेरिवेटिव को ऑर्डनेरी नहीं करते हैं लेकिन हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हैं जो अब इकवेशन में हैं तो यहाँ अन्य वर्गीकरण हैं जिन्हें हम ऑर्डर कहते हैं तो डिफरेंशियल इक्वैशन का ऑर्डर क्या है और ऑर्डर कुछ भी नहीं है लेकिन हाइएस्ट ऑर्डर का ऑर्डर शामिल है इसलिए उदाहरण के लिए इस पहले इक्वैशन में हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है इसलिए इस इकवेशन का ऑर्डर 4 होगा इसी प्रकार इन दो इकवेशन के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी है जो हम यहां डिग्री का उपयोग कर रहे हैं जिन इक्वैशन में फिर से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शामिल होंगे उदाहरण के लिए इस मामले में यह हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहां का पावर 1 या इस टर्म की डिग्री 1 है इसलिए यह फर्स्ट डिग्री है लेकिन 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वैशन है तो यहां ऑर्डर 4 है और डिग्री इस इक्वैशन में 1 है फिर से ऑर्डर 1 है क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है जैसे dy dx टर्म यहां मौजूद होगा जो और कुछ भी नहीं है या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इसमें मौजूद है जो इस केस मे डिग्री भी 1 है और इस मामले में यहाँ ऑर्डर 3 है क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है और डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री 2 में प्रकट होता है इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वैशन की डिग्री 2 है और ऑर्डर 3 है d4ydx4d2ydx2dydx3ex order 4 degree 1 yy21dxxy2 1dy order 1 degree 1 2vt2k3vx32 order 3 degree 1 आगे के वर्गीकरण लिनियर और नॉन लिनियर डिफेरेंशीयल इक्वैशन के बारे में बात करेंगे इसलिए यहां हम एक डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को लिनियर कहते हैं यदि प्रत्येक डीपेंडेंट वेरिएबल और प्रत्येक डिरिवैटिव केवल फर्स्ट डिग्री में होता है इसलिए यदि हम उत्पाद या शक्ति नहीं देखते हैं तो हमारे पास लिनियर शब्द है जिसका अर्थ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और या डेरिवेटिव के कोई उत्पाद नहीं है तो फिर हमारे पास लिनियर इक्वैशन है और यदि डिफेरेंशीयल इक्वैशन लिनियर नहीं है तो हम नॉन लिनियर इक्वैशन कहते हैं तो नॉन लिनियर एक में डिरिवैटिव के साथ डिरिवैटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल का उत्पाद मौजूद होगा तो हर लिनीयर इक्वैशन एक फर्स्ट डिग्री है जो स्पष्ट है इसलिए क्योंकि लिनियर इक्वैशन में कोई प्रोडक्ट या कोई पावर नहीं होगी इसलिए यह फर्स्ट डिग्री होगी लेकिन हर फर्स्ट डिग्री इक्वैशन लिनीयर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ उदाहरण के लिए यह सेकंड ऑर्डर इक्वैशन है और डिग्री यहाँ एक है क्योंकि डिग्री को इस हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है लेकिन यह इक्वैशन इस उत्पाद y dydx के कारण नॉन लिनियर है तो यह एक नॉन लिनीयर इक्वैशन है और इसकी फर्स्ट डिग्री है लेकिन यह एक नॉन लिनियर है तो हर लिनियर इक्वैशन फर्स्ट डिग्री का है लेकिन हर फर्स्ट डिग्री इक्वैशन एक लिनियर नहीं होगा d2ydx2ydydxy0 अब डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के सोल्यूशन में आते हैं इसलिए डिरिवैटिव शब्दों के बिना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कोई संबंध क्योंकि सोल्यूशन में हम डेरिवेटिव नहीं देखना चाहते हैं डेरिवेटिव डिफेरेंशीयल इक्वैशन में इक्वैशन में होगा तो इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कोई संबंध जो डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करता है उसे सोल्यूशन या डिफेरेंशीयल इक्वैशन का इन्टेग्रल कहा जाता है उदाहरण के लिए हम इस फ़ंक्शन को इस संबंध के बीच लेते हैं yAxB इन दोनों के साथ अर्बिटोरी कोंस्टंट हैं हम क्या जाँच सकते हैं कि यह इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन का एक हल है y2xy0 यह सोल्यूशन क्यों है क्योंकि यह संबंध इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करता है जिसे हम आसानी से सत्यापित कर सकते हैं क्योंकि यदि हम इस y के डिरिवैटिव को यहां ले जाते हैं तो हमें x वर्ग से अधिक ऋण ए मिलेगा और क्योंकि हमारे पास इक्वैशन में सेकंड डिरिवैटिव भी है इसलिए हम यहां सेकंड ऑर्डर के डिरिवैटिव के लिए जाएंगे इसलिए y Ax2 तो y2Ax3 जो सेकंड ऑर्डर डिरिवैटिव है और अगर हम इसे इक्वैशन में यहाँ सबस्टीत्यूटिंग करते हैं तो फर्स्ट यहाँ सेकंड है इसलिए अगर हमारे पास दो Ax3 हैं और फिर प्लस 2x और यहां फर्स्ट ऑर्डर शब्द है जो Ax2 है तो हम यहां 2Ax3 और यहां भी क्या देखते हैं 2Ax3 तो यह रद्द हो जाएगा और हमें 0 मिलेगा जो इक्वैशन का दाहिना हाथ है तो हमने क्या देखा है कि इस संबंध ने इसे एक संबंध दिया है yAxB इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन का एक सोल्यूशन है क्योंकि यह संबंध सेट इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करता है और अब हम इन डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के गठन की दिशा में जा रहे हैं तो इससे पहले हमें कर्व के इस परिवार को पेश करने की आवश्यकता है तो कर्व का एक एन पैरामीटर परिवार इस एक के रूप के संबंधों का सेट है इसलिए यहां x y एक संबंध है xyfxyc1c2cn0 इसलिए इन मापदंडों को बदलते हुए आपको यहां अलग अलग कर्व मिलेंगे यही वह है जो कर्व का एक परिवार है क्योंकि इस सी के डिफ्रन्ट वैल्यू में हमारे पास एक अलग कर्व है और यहाँ उदाहरण इस कोनसेंटरिक सर्कल का फर्स्ट सेट है यदि हम लेते हैं इसका मतलब है x2y2c और c एक पैरामीटर है इसलिए एक पैरामीटर परिवार और सी एक नॉन नेगेटिव रियल संख्या लेता है क्योंकि यहां x2y2 है इसलिए इसे पोज़िटिव होना चाहिए तो यह एक नॉन नेगेटिव है तो इस c को नॉन नेगेटिव होना चाहिए तो यह नॉन नेगेटिव रियल मान ले रहा है और सी के डिफ्रन्ट वैल्यू के लिए ये एक ही केंद्र के सर्कल के इक्वैशन हैं इसलिए यहाँ यह एक परिवार है कि हमारे पास केवल एक पैरामीटर है जो c है और यदि हम c को बदलते रहते हैं तो हमें यहाँ वृत्त प्राप्त हो रहे हैं केंद्र समान और अलग अलग रेडियस हैं यदि हम यहां जाते हैं तो मंडलियों के सेट के साथ यहाँ अब हम केंद्र के साथ साथ रेडियस के साथ भी भिन्न हो रहे हैं तो यह सभी हलकों का सेट है यहां हम〗 c 1 c 2 और c 3 चुन सकते हैं तो real c 1 c 2 कोई भी रियल संख्या और c 3 एक पोज़िटिव एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो उस मामले में यह इन तीन मापदंडों का एक परिवार है〗 c 1 c 2 c 3 जबकि पहले वाला एक पैरामीटर का परिवार था क्योंकि उस मामले में केवल रेडियस अलग अलग थी यहां हमारे अलग अलग केंद्र और अलग अलग रेडियस हैं सर्कल के इस परिवार के इन मंडलियों के तो यह मंडलियों का 3 पैरामीटर परिवार है और अब हम यह भी आरक्षित करते हैं कि डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का हल जो हमने पिछले उदाहरण में भी देखा है यह कर्व्स का परिवार है लेकिन कुछ और नहीं बल्कि कर्व्स का परिवार जिसे हम अगली स्लाइड्स में भी देखेंगे तो कर्व के दिए गए एन पैरामीटर परिवार के लिए डिफेरेंशीयल इक्वैशन के इस गठन को कैसे प्राप्त करें तो क्या आप यहाँ देख रहे हैं अगर हम कर्व के इस एन पैरामीटर परिवार है एक डिफेरेंशीयल इक्वैशन के सोल्यूशन का अर्थ है तो दिए गए कर्वस के इस परिवार से डिफेरेंशीयल इक्वैशन या संबंधित डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संबंधित डिफेरेंशीयल इक्वैशन कैसे बनाया जाए जिसका सोल्यूशन कर्वस का दिया गया परिवार है तो n मनमानी कोंस्टंट वाले कर्व के दिए गए परिवार से हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वैशन प्राप्त कर सकते हैं जिसका हल दिया गया परिवार है इसलिए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का ऑर्डर वास्तव में डिपेंडेंट करेगा कि हमने कितने पैरामीटर परिवार लिए हैं तो यहाँ यह वास्तव में कैसे प्राप्त करें इसलिए दिए गए इक्वैशन को n बार डिफेरेंशीयल करें और हम एक अतिरिक्त इक्वैशन प्राप्त करते हैं एक दिया गया एन पैरामीटर परिवार इक्वैशन था जिसे हम अलग करते हैं इस परिवार को अलग करते हैं इस प्रकार जब हम इस n समय को अलग करते हैं तो n अधिक इक्वैशन प्राप्त करेंगे और इस n 1 से अधिक कुल इक्वैशन ों से हम यहाँ मानकों की इन निरंतर शर्तों को समाप्त कर देंगे और फिर हम इक्वैशन प्राप्त करेंगे जिसमें हम केवल डेरिवेटिव शब्द और उस पैरामीटर से मुक्त डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल होंगे तो यहाँ इस n 1 इक्वैशन से इसे हटाकर हम nth ऑर्डर का एक डिफेरेंशीयल इक्वैशन प्राप्त करेंगे इसलिए हम उदाहरणों की सहायता से देखेंगे कि यह यहाँ कैसे काम करता है इसलिए हम अब इस उदाहरण पर विचार करते हैं इसलिए हम डिफेरेंशीयल इक्वैशन प्राप्त करेंगे जो इस संबंध से संतुष्ट है xyaexbe xx2 तो यह कर्व का दो पैरामीटर परिवार है इसलिए हमारे पास a और b हैं वे एक और b यहां अर्बिटोरी कोंस्टंट हैं तो हमारे पास कर्व का यह दो पैरामीटर परिवार है तो कर्व के इस दो पैरामीटर परिवार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह एक समान डिफेरेंशीयल होगा इक्वैशन सेकंड ऑर्डर डिफ़्रेंशियल इक्वैशन होगा जब हम इस संबंध के डिरिवैटिव लेने के बाद इक्वैशन से इन दो कोंस्टंट को खत्म करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ दिए गए कर्व्स का परिवार हमारे पास xyaexbe xx2 है और अगर हम x को सम्मान में डिफेरेंशीयल करते हैं जो हमें मिलता है तो हम x y डिरिवैटिव प्लस y यहाँ और x 1 के डिरिवैटिव प्राप्त करेंगे तो वह xyyaex be x2x है इसलिए हमने केवल एक बार x के संबंध में विभेद किया है और अब हमें इसे एक बार फिर से अलग करना होगा क्योंकि हम यहाँ इक्वैशन में अर्बिटरी कोंस्टंट देखते हैं इसलिए यदि हम एक बार फिर से डिफेरेंशीयल करते हैं कि हम इस this xy2yaexbe x2 से क्या प्राप्त करेंगे तो अब हम पहले ही इस दो बार डिफेरेंशीयल कर चुके हैं और अब आप इन कोंस्टंट को समाप्त करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि aexbe x2 जो इस दिए गए संबंध में भी है इसलिए यदि हम यहाँ से उदाहरण के लिए स्थानापन्न करते हैं यदि आप इस aexbe x2 को सुब्स्तितुटिंग करते हैं और इसे यहाँ इस इक्वैशन में रखते हैं फिर इन निरंतर शर्तों को हटा दिया जाएगा और हमें एक इक्वैशन मिलेगा जिसमें डिरिवैटिव शब्द डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल हैं तो यहाँ इस इक्वैशन का उपयोग करते हैं जिसे हम इक्वैशन संख्या 1 कहते हैं तो अब हमें क्या मिलेगा यह xy2yxy x22 होगा तो अब हमें यह डिफेरेंशीयल इक्वैशन यहां मिला जो दो मापदंडों वाले कर्वस के इस परिवार से मेल खाता है या सेकंड शब्दों में इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का हल कुछ भी नहीं है लेकिन यह दो पैरामीटर वाले परिवार को कर्व है तो यह है कि कर्वस के दिए गए परिवार से इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन का गठन कैसे होता है और मुख्य रूप से इस व्याख्यान आगामी व्याख्यान में आप वास्तव में देखेंगे कि इस दिए गए डिफेरेंशीयल इक्वैशन से इसे कैसे प्राप्त किया जाए कैसे कर्व के इस परिवार को प्राप्त किया जाए तो हमारे पास जनरल और विशेष सोल्यूशन की दूसरी अवधारणा है तो यह nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वैशन है तो यहाँ हमारे पास यह nth ऑर्डर डेरिवेटिव और अन्य लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव भी है यह डिपेंडेंट वेरिएबल x और y चूंकि एक रिलेशन का अर्थ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वैशन है तो हम जनरल सोल्यूशन के रूप में क्या कहते हैं यह एन इंडिपेंडेंट अर्बिटोरी कोंस्टंट वाला सोल्यूशन है इसलिए जनरल सोल्यूशन में भी पिछली स्लाइड में हमने जो देखा है हमने एक दो पैरामीटर कर्व परिवार के साथ शुरू किया है और फिर इसी डिफेरेंशीयल इक्वैशन सेकंड ऑर्डर डिफ़्रेंशियल इक्वैशन या अन्य तरीका है जब भी हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफेरेंशीयल इक्वैशन होता है और हम इस इक्वैशन या अन्य को इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन के जनरल सोल्यूशन के लिए दो मापदंडों के अर्बिटोरी कोंस्टंट कहते हैं तो यहाँ यह जनरल सोल्यूशन की परिभाषा है सोल्यूशन जिसमें एन इंडिपेंडेंट अर्बिटोरी कोंस्टंट है तो किसी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन और अगर इस तरह के nth ऑर्डर साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन के अनुरूप इसमें n इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हैं तो हम इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं एक और जो हम विशेष सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इन गुणांकों को कुछ मान देना जो कुछ अन्य पूरक पर डिपेंडेंट हो सकते हैं डिफेरेंशीयल इक्वैशन के साथ साथ स्थितियां भी दी जा सकती हैं इसलिए अन्य सूचनाओं के आधार पर जिनका हम इन गुणांकों का वैल्यू ांकन कर सकते हैं क्योंकि यह जनरल सोल्यूशन कुछ भी नहीं है लेकिन इस एन पैरामीटर के कर्व का परिवार है तो लेकिन एक विशेष सोल्यूशन होने का मतलब एक विशेष कर्व है इसलिए यह तभी संभव है जब डिफेरेंशीयल इक्वैशन के साथ कुछ अन्य पूरक स्थितियों की आपूर्ति की जाती है और फिर इन पूरक स्थितियों के साथ डिफेरेंशीयल इक्वैशन के रूप में हम विशेष सोल्यूशन प्राप्त करेंगे तो यहाँ विशेष सोल्यूशन का अर्थ है एक या अधिक इंडिपेंडेंट कोंस्टंट को विशेष मान देने वाला सोल्यूशन इसलिए आमतौर पर भौतिक मॉडल से किया जाता है कि कुछ अतिरिक्त शर्तों को समस्या की भौतिकी के आधार पर दिया जाता है और फिर हम वास्तव में इन सभी कोंस्टंट के कुछ या सभी की गणना कर सकते हैं और यहां सोल्यूशन अब कोई इंडिपेंडेंट अर्बिटोरी कोंस्टंट नहीं है इसलिए जिसे हम विशेष सोल्यूशन के रूप में कहते हैं और जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि डिफेरेंशीयल इक्वैशन के सोल्यूशन में अर्बिटरी कोंस्टंट की संख्या डिफेरेंशीयल इक्वैशन के ऑर्डर पर डिपेंडेंट करती है और इसमें हमने कम से कम उदाहरणों के माध्यम से देखा है कि एनटी ऑर्डर के एक जनरल सॉल्यूशन में हम एन अर्बिटोरी कोंस्टंट ठीक होंगे तो अब यहाँ है और हमें सिर्फ उदाहरण के माध्यम से चलते हैं इसलिए यहाँ हम इस डिफेरेंशीयल इक्वेशन उदाहरण के लिए है dydx2 4y0 यह एक जनरल उपाय है इसलिए हम सोल्यूशन खोजने के लिए तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं या किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो अगले व्याख्यान में चर्चा की जाएगी यहाँ हम केवल परिभाषाएँ प्रदान कर रहे हैं तो उदाहरण के लिए यह yx c2 तो यह सोल्यूशन है जो इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करता था तो अगर आप यहाँ इस dydx उदाहरण के लिए मिलता है कि दो बार x माइनस c हो जाएगा और अगर हम इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन में अब स्थानापन्न करते हैं तो यह दो बार क्या होगा x c2 और शून्य से चार बार यह yx c2 और यहाँ भी हमारे पास 4x c2 हैं उनके पास भी 4x c2 हैं तो यह रद्द कर देगा और हम जो देखते हैं यह सोल्यूशन यहाँ है जो एक संतुष्ट इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करता है और इसलिए यह एक सोल्यूशन भी है जिसमें यह कोई भी अर्बिटोरी कोंस्टंट होता है c के किसी भी मान के लिए यह डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को संतुष्ट करेगा जिसे हमने देखा है तो c एक अर्बिटोरी कोंस्टंट है और यहाँ आदेश 1 था इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन का ऑर्डर 1 था और सोल्यूशन में हमारे पास 1 अर्बिटोरी कोंस्टंट है इसलिए इसलिए हम इसे जनरल सोल्यूशन कह रहे हैं विशेष सोल्यूशन तो अगर हम किसी को भी इस c के लिए कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो हम सीधे भी असाइन कर सकते हैं क्योंकि c के किसी भी वैल्यू के लिए उदाहरण के लिए एक सोल्यूशन है यदि मैं उस yx2 को कॉल करता हूं तो yx2 भी इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन का एक सोल्यूशन है और बस इस c 0 को सेट करके लेकिन अब यह एक विशेष सोल्यूशन है परवलय यह एक निश्चित पेराबोला है लेकिन यहां पेराबोला इस पैरामीटर पर डिपेंडेंट करता है कि यह परवल का एक परिवार था लेकिन अब हमारे पास इस परिवार से एक विशेष कर्व है तो हम इसे एक विशेष सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन कहते हैं यह जनरल सोल्यूशन था तो दोनों के सोल्यूशन हैं लेकिन एक जनरल सोल्यूशन है सेकंड एक विशेष सोल्यूशन है या विशेष रूप से एक पैरामीटर बछड़ों के इस परिवार से एक कर्व है एक और उदाहरण जो हम यहां देख सकते हैं इसलिए यह उदाहरण संख्या 2 है इसलिए यहां हम इस yy xy21 पर विचार करते हैं इसलिए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसी तकनीकें हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे तो यह इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन ycx1c का जनरल सोल्यूशन है इसलिए यहाँ हमारे पास यह एक पैरामीटर परिवार है c इस इक्वैशन में केवल एक ही पैरामीटर है तो यह कर्व का एक पैरामीटर परिवार है और हम आसानी से इसे सत्यापित कर सकते हैं तो इस सी के किसी भी वैल्यू के लिए इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन को भी संतुष्ट करें तो यह जनरल सोल्यूशन है क्योंकि दिए गए डिफेरेंशीयल इक्वैशन पहले ऑर्डर डिफेरेंशीयल इक्वैशन था और हम सोल्यूशन प्राप्त कर रहे हैं जो एक अर्बिटोरी स्थिर है तो इसलिए हम इसे एक जनरल सोल्यूशन कहते हैं लेकिन यदि हम इस निरंतरता को कोई विशेष वैल्यू देते हैं तो हम मूल रूप से इस परिवार के एक तत्व या इस परिवार से एक कर्व का चयन कर रहे हैं तो इसे विशेष सोल्यूशन कहा जाएगा उदाहरण के लिए इस मामले में यदि हम इस c 1 को लेते हैं तो यहाँ हमने c 1 लिया है हमने c को ठीक किया है c 1 के बराबर है और उस स्थिति में यह y x 1 है जो डिफेरेंशीयल इक्वैशन को भी संतुष्ट करेगा और जो फिर से आसानी से देख सकता है तो y x 1 और यहाँ y प्राइम 1 होगा और इस x का शून्य से और फिर y प्रधानमंत्री जो कि 1 पूर्ण वर्ग 1 के बराबर है तो क्या हम देखते हैं कि बाएं हाथ की तरफ यह x रद्द हो गया है इसलिए 11 के बराबर है इसलिए यह स्वाभाविक रूप से संतोषजनक है डिफेरेंशीयल इक्वैशन क्योंकि किसी भी ग के लिए जो डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करता है लेकिन अब यह y x 1 है कि एक कर्व है जो लाइनों के इस परिवार से बाहर सीधी रेखा है जो हमें एक विशेष सोल्यूशन के रूप में मिला है तो यह कोई जनरल सोल्यूशन नहीं है यह दिए गए डिफेरेंशीयल इक्वैशन का एक विशेष सोल्यूशन है सोल्यूशन को परिभाषित करने के लिए एक और शब्दावली का उपयोग है तो एक्स्प्लिसिट सोल्यूशन कहा जाता है या हम भी इम्प्लीसिट सोल्यूशन के रूप में कहा जाता है तो यहाँ स्पष्ट सोल्यूशन y y जब सोल्यूशन इस रूप में दिया जाता है कि y पर डिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है दाहिने हाथ की ओर सब कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में होता है तो y और x का कोई इम्प्लीसिट संबंध नहीं दिया गया है बल्कि हम इसे x के संदर्भ में y का स्पष्ट संबंध कहते हैं तो हमारे पास y है x के संदर्भ में कोई अन्य इम्प्लीसिट संबंध नहीं है तो इसे एक्स्प्लिसिट सोल्यूशन कहा जाता है इसलिए यदि हम अपने डिफेरेंशीयल इक्वैशन से बाहर निकलते हैं तो इस रूप में सोल्यूशन है कि y x के कार्य के बराबर है और निहित सोल्यूशन के मामले में हमें x और y का यह संबंध मिलता है यहां संबंध जो दिए गए डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करता है और इसलिए इसे निहित सोल्यूशन कहा जाता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को सेकंड ऑर्डर के डिफ़्रेंशियल इक्वैशन yk2y0 पर लेते हैं और हम अब सुब्स्तितुटिंग करके देख सकते हैं वास्तव में इस बिंदु पर क्योंकि हम अब सोल्यूशन तकनीकों पर चर्चा करने जा रहे हैं यह एक आवश्यक सोल्यूशन है क्योंकि यह दिए गए डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करेगा और इसलिए लेकिन हम यहां और क्या निरीक्षण करते हैं जहां यह स्पष्ट सोल्यूशन है क्योंकि यह y एक्स राइट हैंड साइड के संदर्भ में दिया गया है यहाँ x का एक फ़ंक्शन है तो यह तब एक स्पष्ट सोल्यूशन है y को x के संदर्भ में कहा गया है yc1cos kx c2sin kx और अब निहित सोल्यूशन के लिए इसलिए यह स्पष्ट सोल्यूशन है और एक और उदाहरण है जहां x3yy0 को फर्स्ट ऑर्डर डिफेरेंशीयल इक्वैशन दिया गया है और इस मामले में हम क्या निरीक्षण करते हैं कि यह x23y2c है यह इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करता है इसलिए यदि आप डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करते हैं तो सोल्यूशन है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं इसलिए यदि हम उदाहरण के लिए डिफेरेंशीयल करते हैं तो यह क्या संबंध है जो हमें 2 x प्लस 6 y मिल रहा है और dx पर dy 0 के बराबर है इसलिए यहां से हम गणना कर सकते हैं वास्तव में या हम सिर्फ 2 से विभाजित करते हैं इसलिए हम यहां x3yy0 प्राप्त करेंगे इसलिए स्वाभाविक रूप से यह इस डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट कर रहा है लेकिन यहां क्या अलग है अब यहाँ पहले वाले से इस x y के कार्य को x के संदर्भ में y के स्पष्ट संबंध के रूप में नहीं दिया गया है बल्कि यह x और y के संदर्भ में यहाँ दिया गया एक डिफेरेंशीयल ्निहित संबंध है इसलिए अब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं इसलिए हमने ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को भी परिभाषित किया है और कुछ वर्गीकरण भी किए हैं मुख्य रूप से इस पर आधारित है कि क्या इक्वैशन लिनियर है या यह नॉन लिनीयर इक्वैशन है हमने इस व्याख्यान में यह भी देखा है कि कर्व के पैरामीटर n पेरामीटर परिवार के दिए गए इस रूप में डिफेरेंशीयल इक्वैशन कैसे बनता है इसलिए हमें इस n पैरामीटर परिवार को अलग अलग रखना होगा n समय और फिर n 1 इक्वैशन का सेट मिला जो हमें इन मापदंडों को खत्म करना है और फिर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डिरिवैटिव का एक संबंध मिलेगा जो कि डिफेरेंशीयल इक्वैशन है तो भविष्य के व्याख्यान में अब वास्तव में क्या होगा जो दिए गए डिफेरेंशीयल इक्वैशन के सोल्यूशन को खोजने के लिए है तो सोल्यूशन कैसे खोजें कर्व्स का परिवार कैसे खोजा जाए कि कर्व्स का कोई विशेष परिवार या कर्व का जनरल परिवार उस दिए गए डिफरेंशियल इक्वैशन के हल के रूप में होगा सेकंड शब्दों में हमने यहां भी चर्चा की है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वैशन का जनरल सोल्यूशन जिसमें n अर्बिटोरी कोंस्टंट होता है तो जनरल सोल्यूशन कुछ भी नहीं है लेकिन कर्व का एन पैरामीटर परिवार जो दिए गए डिफेरेंशीयल इक्वैशन को संतुष्ट करता है और ये वे रेफ्रन्स हैं जिनका हमने व्याख्यान तैयार करने के लिए उपयोग किया है ध्यान देने के लिए धन्यवाद